हमारे पिछले व्याख्यान में हम वेंचुरीमीटर के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमइस उदाहरण के साथ व्याख्यान कोजारी रखेंगे I तो अगर हम याद करते हैं कि वेंचुरी मीटर का उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य एक पाइप के माध्यम से होने वाले प्रवाह दर आयतन प्रवाह दर को नापना था I अब इसके लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग करते हैं जहाँ आपके पास एक अभिसरण खंड होता है जिसे कभी कभी एक अभिसरण शंकु भी कहा जाता है इसके बाद यहां पर एक कंठ नलिका है जहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस पूरे सिस्टम में न्यूनतम है और फिर एक अपसारी खंड है I और उद्देश्य स्पष्ट है कि इस हिस्से को पाइप के साथ फिट होना है इसलिए यदि हमने किसी तरह से क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को कम कर दिया है तो आपको इसे बढ़ाना होगा ताकि यह फिर से पाइप के साथ मेल खाएI इसलिए यह काले रंग का हिस्सा एक फिटिंग की तरह होता है जोकि पाइप के साथ फिट होता है जिससे इसके माध्यम से जो प्रवाह हो रहा उसे नाप लेते हैं I अब सवाल यह है कि आपके पास ऐसा अभिसरण खंड क्यों है हमने देखा है कि यह एक त्वरित प्रवाह को जन्म देता है तो यह एक उच्च वेग को बढ़ा देता है और इसलिए दबाव में बदलाव होता है तो पाईज़ोमेट्रिक हेड में अंतर दो अवयवों में तरल स्तंभों की ऊंचाइयों में अंतर से परिलक्षित होता है और इसलिए यह h प्रवाह की दर का एक संकेतक होगा जिसे हमने बर्नौली के समीकरण का उपयोग करके पाया है सवाल यह है कि क्या यह प्रवाह दर का पता लगाने का एक बहुत विश्वसनीय तरीका है इसका उत्तर कुछ अर्थों में सीधा है कि यह उतना विश्वसनीय नहीं है इसका कारण यह है कि हमने एक आदर्श प्रकार के समीकरण का उपयोग किया है वह सभी धारणाएं जो बरनौली के समीकरण के स्टेडी रूप में अंतर्निहित हैं यहां इसके साथ भी अंतर्निहित हैं और इसलिए वह सभी आदर्श जो समीकरण के इस रूप में अंतर्निहित हैं उन्हें धारण किया जाता है I इसके साथ ही हम यह जानते हैं की व्यवहारिक रूप में इस तरह के आदर्श सही नहीं होते हैंI यह कभी भी एक घर्षण रहित प्रवाह नहीं होता है श्यानता प्रभाव के कारण यह खंड 1 पर कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और यह कुल ऊर्जा को दर्शाता हैI जब हम कहते हैं ऊर्जा इसका मतलब यह है कि खंड 2 में ऊर्जा केवल यांत्रिक रूप मैं है E1 अधिक है क्योंकि आप आशा रखते हैं कि ऊर्जा की हानि हो सकती है और प्रारंभिक बिंदु 1से अंतिम बिंदु 2 तक द्रव की यात्रा के कारण ऊर्जा की हानि होगी I इसलिए बिंदु 1 से बिंदु 2 तक आने में यहां ऊर्जा का नुकसान होगातो इसका मतलब है की E1 ज्यादा होगा इसलिए जब आप खंड 2 पर आते हैं तो यहां पर E2 और कुछ हानि मौजूद होगी I ऊर्जा हानि जो बिंदु 1और 2 के बीच हुई है I यदि E2 E1 से अधिक है तो प्रवाह 2 से 1 की तरफ हो रहा है इसलिए यह मूल रूप से उच्च हेड से निम्न हेड की तरफ हो रहा है यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता है अब यहाँ इस नुकसान के कारण अब क्या होगा देखिए अंत में यह निश्चित रूप से पाईजोमेट्रिक हेड में एक बड़ी गिरावट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा I इसलिए यदि यह प्रवाह बिंदु 1 से बिंदु 2 तक हो रहा है पाईजोमेट्रिक हेड जो अब पिक्चर में आ रहा है पाईजोमेट्रिक ड्रॉप जोकि ब्रैकेट में दिए हुए पदों के बीच अंतर है यह आपकी आशा के अनुसार ज्यादा हो जाएगा I तो यहाँ Δh एक ऐसी इकाई है जिसे हम आसानी से मापते हैं प्रवाह दर जिसे आप सीधे नहीं मापते हैं लेकिन आप इस सूत्र का उपयोग प्रवाह दर लिखने के लिए करते हैं प्रवाह दर को मापे गए Δh में व्यक्त कर सकते हैं I तो यहां पर आप Q आदर्श प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए यह बेहतर होगा कि आप आदर्श स्थिति में जो Δh प्राप्त हुआ है उसे रखेंI लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि Δh आपने प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किया हैI तो यहां पर जो Δh हमें मिलता है उसमें सभी प्रकार की व्यवहारिकताओं को अंतर्निहित कर लिया गया हैI तो यह Δh उस व्यावहारिकता पर भी विचार करता है जिससे द्रव घर्षण प्रभावों को दूर करने के लिए ऊर्जा की कुछ हानि होती है इसका मतलब है कि घर्षण रहित प्रवाह की स्थिति मे जो Δh मिलता उसकी तुलना में यह Δhज्यादा है I अब संयोग से इंजीनियर ऐसे लोगों के वर्ग हैं जो कुछ गलतियां जो पहले ही हो चुकी हैं उनको नजरअंदाज करने के बाद जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है उसी से खुश हो जाते हैंI और फिर उन गलतियों को समायोजित करने के लिए समायोजन कारक को रख देते हैंI चलिए मान लेते हैं इसको हम एक नया गुणांक कहते हैं I इस गुणांक को निर्वहन के गुणांक के रूप में जाना जाता है तो इस को ध्यान में रखते हुए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर यह एक आदर्श मामला है तो यह 1 के बराबर होगा इसलिए इस गुणांक का एक से जितना विचलन होगा उतनी ही ज्यादा प्रवाह में गैर आदर्शता की उपस्थिति होगी I और यह केवल प्रवाह में गैर आदर्शता व्यापक रूप से ही नहीं दिखाता बल्कि यह विशेष रूप से प्रवाह दर में जो गैर आदर्शता सम्मिलित है उसको भी व्यक्त करता हैI तो इसका मतलब है कि Δh के संदर्भ में इस घर्षण का कुल प्रभाव क्या है और वेग वितरण में त्रुटि का क्या प्रभाव है यह पहले से ही ऊर्जा के लिए संबंधित अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है I जब हमटर्बूलेंट प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि टर्बूलेंस एक ऐसी स्थिति है जो अनुभाग पर लगभग एक समान वेग प्रोफ़ाइल बनाएगी इसलिए हम किसी तरह से सही वेग प्रोफ़ाइल को लिखने या वर्णन करने में हमसे जो लापरवाही होती है इसका ध्यान रखेंगेI लेकिन फिर भी हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस अनुभाग में अनुभाग 1 या अनुभाग 2 में त्रुटि अधिक होगी ऐसा करने के लिए मान लेते हैं कि दो स्ट्रीमलाइन है जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रीम लाइन है इसके जैसे और दूसरी स्ट्रीम लाइन जो एक दूसरे के बहुत करीब है दोनों धाराएँ 1 और 2 के अनुभागो को जोड़ रही हैं तो यहां पर बिंदु 1 और 2 हैं मान लेते हैं कि यह वह अनुभाग है जिसमें बिंदु1 और 2 हैंI इसलिए हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन यह है और हमारे पास एक और स्ट्रीम लाइन हैI अब यह दोनों स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के बहुत करीब हैंI यह इतने नजदीक हैंI अब मान लेते हैं कि यहां पर वेग u1 है यहाँ वेग u2 है यहां पर वेग u1 δu1 और यहां पर वेग u2 δu2 है जहां परδ अन्य मूल्य की तुलना में बहुत छोटा परिवर्तन होता हैI अब यदि यह धारा रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो क्या होगा इन दोनों स्ट्रीमलाइन के बीच दबाव में नगण्य अंतर होगा दोनों धारा रेखाओं के बीच दवाब में जो अंतर है धारा लाइनों के वक्रता प्रभाव के कारण होता है लेकिन क्योंकि यह दोनों बहुत करीब हैं तो यह प्रभाव नगण्य होगा I इसलिएयदि यह दोनों बहुत करीब हैं तो इन दो स्ट्रीम लाइनों के बीच बिंदु एक और दो पर दबाव हेड में अंतर नगण्य है यदि वे बहुत करीब हैं तो ऊंचाई में भी अंतर नगण्य है इसके अलावा यह z कोऑर्डिनेट भी है तो क्या हम कह सकते हैं कि यह दो बिंदुओं के बीच गतिज ऊर्जा हेड का अंतर है यह ऊपर की धारा रेखा और नीचे की धारा रेखा के लिए समान रहता है क्योंकि इसके अलावा किसी अन्य पद में कोई परिवर्तन नहीं होता हैI यदि यह अनुभाग 1 में लगभग समान है तो यह अनुभाग 2 में और भी बेहतर होगा क्योंकि गैर एकरूपता बहुत कम है क्या यह एक गैर एकरूपता अभिव्यक्त करता है जब आप एक ही अनुभाग के साथ एक अलग स्ट्रीमलाइन पर जाते हैं तो आप वेग के अलग होने की उम्मीद करते हैं और यह अंतर गैर एकरूपता को जन्म देता है इसलिए जब आपके पास यह गैर एकरूपता है है लेकिन फिर से देखें यह बस एक आकलन है क्योंकि गैर एकरूपता का आकलन करने के लिए हमने दोबारा से एक आदर्श समीकरण का उपयोग किया है जो बरनौली के समीकरण जैसी है I लेकिन हमने माना है कि एक गैर आदर्श मामले के लिए भी यह बहुत अमान्य नहीं है क्योंकि जो कुछ भी घर्षण प्रभाव है वह इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देने पर रद्द हो गया है I यह मानते हुए कि घर्षण प्रभाव भी समान हैं जबकि द्रव दोनों स्ट्रीम लाइन जोकि ऊपर और नीचे हैं मैं बिंदु 1 और 2 के के बीच बहता हैI तो भले ही यदि घर्षण प्रभाव को मान लिया गया है और उस स्थिति में यह बरनौली के समीकरण अथवा घर्षण प्रभाव को लागू करने के बाद यह संशोधित बरनौली के समीकरण हैं तो जब एक समीकरण में से अन्य समीकरण को घटाया जाएगा तो यह घर्षण प्रभाव भी रद्द हो जाएगा I इसलिए यह कोई अनुपयुक्त आकलन नहीं है I तो यह आकलन दर्शाता है कि यदि वेग ऐसा है कि आप कम आकार के क्रॉस सेक्शन की ओर जा रहे हैं यदि बड़े क्रॉस सेक्शन में वेग कम या अधिक समान था तो छोटे क्रॉस सेक्शन के और भी अधिक समान होने की उम्मीद है इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इस तरह की स्ट्रीम लाइन होती हैं तो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे में ज्यादा मिल जाती हैं क्योंकि वे अब पहले की तुलना में बहुत कम जगह के भीतर होने तक सीमित हैं इसलिए यदि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हो जैसा कि दिखाया गया है अब जब यह स्ट्रीम लाइन सीमित होती हैं तो क्या होगा सभी स्ट्रीम लाइनें आपस में मिलने की कोशिश करेंगी तो इस तरह एक अनुभाग 2 होने से जो एक अभिसरण अनुभाग की तरह है यह अनुपयुक्त नहीं है यह एक प्रकार से गैर आदर्शता को समाप्त कर देता है I अन्य प्रकार की गैर आदर्शता जोकि नगण्य घर्षण के कारण मौजूद होती है इसको भी कुछ हद तक बिंदु 1 और 2 के बीच प्रवाह के द्वारा तय की गई यात्रा की लंबाई को न्यूनतम करके कम किया जा सकता है I क्योंकि घर्षण प्रतिरोध का संबंध इस बात से होगा कि तरल पदार्थ ने कितनी दूरी श्यानता प्रभाव के विपरीत तय की है I अब जहां पर विभिन्न मुद्दे हैं जैसे आप इसे जितना चाहें उतने बड़े कोण के रूप में इसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि तब किसी उपकरण को विनिर्माण करने जैसे मुद्दे भी हैंI तो सिर्फ यह ही नहीं है कि आप जो भी कोण चाहते हैं और प्रस्तावित करते हैं किसी को इसे बनाना भी होगा और इसे उपयोग में भी लाना होगा I एक विशेष पहलू जिस पर कोई समझौता नहीं कर सकता है वह है वो स्थान जहां पर आप इस मैनोमीटर लिंब को रखकर अनुभाग 1 को प्राप्त कर रहे हैंI यह अधिमानतः उस स्थान से कुछ दूर होना चाहिए जहां पराभव शुरू हुआ है ताकि यह अव्यवस्था इस बिंदु पर वेग को काफी हद तक प्रभावित ना कर सके और इसीलिए यही कारण है कि इसे इस स्थान से थोड़ा दूर रखा गया है I इसलिए प्रायोगिक उद्देश्य Δh है यदि Δ h अधिक है तो बेहतर हैI क्योंकि यह आपका पर्यवेक्षण है यदि यह बहुत कम है तो रिज़ॉल्यूशन में यह त्रुटि आपके परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी लेकिन अगर इस की रीडेबिलिटी अच्छी है तो संगत त्रुटि भी कम होगी और यही कारण है कि आप क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि गतिज ऊर्जा हेड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जो Δh के रूप में व्यक्त होता हैI अब इस अनुभाग के आने के बाद और फिर आपको जो करना है उसे फिर से पाइप के व्यास में वापस लाना होगा तो आपके पास एक विसारक है जो एक अपसारी अनुभाग की तरह है इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि जब आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं तोयहां पर दो परस्पर विरोधी आवश्यकताएं होती हैं तो दो पहलू हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना हैI एक यह है कि मौलिक वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ताकि यह उपकरण पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बेहतर तरीके से निष्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तो अपेक्षाकृत कम लंबाई में यह उपकरण पाइप के साथ संविलीन हो जाएगा तो घर्षण प्रतिरोध के कारण कम हानि होगी I इसलिए उन स्थानों पर क्या घटित होगा वह प्रवाह मुख्य या मूल प्रवाह के साथ खींचे जाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि यह इतनी गंभीर रूप से धीमा हो जाता है कि यह सिर्फ एक स्थानीय घुमाव बनाता है लेकिन यह मुख्य प्रवाह में योगदान नहीं करता है इसलिए उस प्रकार की चीज को प्रवाह पृथक्करण कहा जाता है I इसीलिए दीवार के नजदीक लोकल वोर्टेक्स बन जाते हैं अब ये वोर्टेक्स कैसे योगदान करते हैं यह एक प्रकार के नकारात्मक तरीके से योगदान देते हैंI देखिए रोटेशन के आधार पर इन वोर्टेक्स में कुछ उर्जा होती है लेकिन मुख्य प्रवाह में उस ऊर्जा का योगदान नहीं होता हैI मुख्य प्रवाह इस तरह है जो आगे बढ़ रहा है अब यहां यह ऊर्जा जो यहां पर वोर्टेक्स के रोटेशन की वजह से है प्रवाह पृथक्करण के कारण कोई योगदान नहीं करती है इसलिए प्रभावी रूप से जैसे कि कुछ ऊर्जा इन वोर्टेक्स के रोटेशन को बनाए रखने के लिए मुख्य प्रवाह से ले ली जाती है I तो प्रभावी रूप से मुख्य प्रवाह की ऊर्जा का एक प्रकार की हानि हो जाती है और यह हानि इस प्रवाह पृथक्करण के कारण होती हैI और यह प्रवाह पृथक्करण प्रभाव विसारक कोण में और ज्यादा मजबूत होता हैI कारण यह है कि यह जितना ज्यादा होगा इतना ज्यादा तीव्र प्रतिकूल दबाव प्रवणता होगी क्योंकि किसी एक दी हुई लंबाई पर जितना ज्यादा तीव्र दबाव में वृद्धि होगी लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी I तो यह घर्षण प्रतिरोध की आवश्यकता के साथ परस्पर विरोधी बात हैI इसलिए हमने देखा है कि यदि आप इस की लंबाई बढ़ाते हैं या शायद इस कोण को कम करते हैं तो यह प्रभाव कम होगा तो प्रतिकूल दबाव प्रवणता प्रभाव कम होगा यदि आप इस कोण को काफी छोटा बनाते हैं इसलिए यह लंबाई ज्यादा हो जाएगी लेकिन अगर यह लंबाई बड़ी है तो प्रत्यक्ष घर्षण प्रतिरोध अधिक होगा तो ये दो डिजाइन में दो परस्पर विरोधी पैरामीटर हैं जहां आपको एक सर्वोत्तम डिजाइन ही लेना होगाजहां इस कोण को आप इस कोण के बराबर नहीं रख सकते हैं I और आमतौर पर सर्वोत्तम यह होता है कि इसको अभीसारी अनुभाग के कोण की तुलना में 50 60 कम लेते हैं I तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बहुत सावधानी से समझना होगा कि क्यों व्यावहारिक डिजाइन में विसारक कोण अभिसरण अनुभाग कोण की तुलना में बहुत कम है जब आपके पास अभिसरण अनुभाग होता है तो आपके पास प्रवाह पृथक्करण का ऐसा कोई मामला नहीं होता है तो केवल घर्षण प्रतिरोध मौजूद होता है इस कारण लंबाई एकमात्र महत्वपूर्ण प्रतिरोध है क्योंकि प्रवाह की गति में धीमापन पर आने पर ही प्रवाह पृथक्करण होगा लेकिन अभिसरण अनुभाग में प्रवाह तेज होता है इसलिए यह प्रतिकूल दबाव प्रवणता के कारण इस प्रतिरोध से कोई हानि नहीं होती है वास्तव में दबाव प्रवणता यहां अनुकूल है जो प्रवाह को और अधिक उपयुक्त तरीके से आगे बढ़ाता है तो डिजाइन के पहलू अब काफी स्पष्ट हैं की अभिसारी और अपसारी अनुभागों में अलग अलग कोण क्यों होने चाहिए और वह कौन से पैरामीटर हैं जिनसे हमें इन कोणों की सीमा तय करनी चाहिए तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई इस उपकरण हानि को न्यूनतम रखते हुए अच्छी तरह से डिजाइन करता है तो निर्वहन का गुणांक जो वास्तविक प्रवाह दर और आदर्श प्रवाह दर के बीच का अनुपात है यह वास्तव में 1 के बहुत करीब होता है जैसे कि 098 097 इसलिए किसी तरह डिवाइस को बहुत ही कौशल से डिजाइन किया जाता है कुछ गैर आदर्शों का इस तरह से ध्यान रखा जाता है कियह आदर्श तो नहीं हो जाता है लेकिन गैर आदर्शता के बारे में हमारी अज्ञानता इतनी अधिक प्रकट नहीं होती हैI इसी कारण से आप इस तरह से लगातार अभिसारी अनुभाग का उपयोग कर रहे हैं और अपसारी अनुभाग को भी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हैI इसलिए यह वेंचुरीमीटर एक बहुत ही सामान्य उपकरण है जिसका उपयोग पाइप लाइन में प्रवाह दर को मापने के लिए किया जा सकता है एक ही समय में यह एक बहुत ही कम दाम का उपकरण नहीं है यह बहुत महंगा भी नहीं है लेकिन साथ हीबहुत ही नियमित अनुप्रयोगों के लिए कुछ कम दाम के उपकरण की तलाश हो सकती है जो मोटे तौर पर समान सिद्धांतों का पालन करते हैं